तो इस पाठ्यक्रम के लिए यह आखरी विषय है तथा इसका शीर्षक पावर सिस्टम स्टेबिलिटी है और यहां हम एकल मशीन अनंत बस प्रणाली के ट्रांजियंट स्टेबिलिटी को देखेंगे लेकिन इसके पहले हम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी डायनामिक या स्मॉल सिगनल स्टेबिलिटी और इसके गणितीय व्युत्पत्ति के कुछ विवरण को जानेंगे और पावर सिस्टम स्थिरता वास्तव में इसका मतलब है कि इसकी किसी भी डिस्टरबेंस के अधीन होने के बाद सामान्य या स्थिर संचालन पर लौटने की क्षमता इसका मतलब आपने कुछ डिस्टरबेंस प्रदान की और यदि यह अपने पहले वाली स्थिति या वास्तविक रूप में वापस आ जाता है तब हम कहते हैं कि सिस्टम स्थाई है तो वास्तव में एक पावर सिस्टम में आप पाएंगे कि हमेशा एक डिस्टरबेंस होती है क्योंकि कुछ लोड पर स्विच खुले होते हैं या कुछ लोड पर स्विच बंद होते हैं लेकिन सिस्टम हमेशा स्थिर होते हैं और इस तरह की डिस्टरबेंस काफी छोटी होती है मैं नहीं कहूँगा कि छोटी डिस्टरबेंस लेकिन इस प्रकार की डिस्टरबेंस हमेशा से ही पावर सिस्टम में होती है लेकिन फिर भी हमारी सिस्टम स्थिर होती है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का तात्पर्य यह है कि किसी प्रकार की डिस्टरबेंस के अधीन होने के बाद सामान्य स्थिर संचालन पर लौटने की क्षमता लेकिन पावर सिस्टम में डिस्टरबेंस हमेशा होती रहती है क्योंकि कभी किसी बल्ब को ऑन किया जाता है तो कभी किसी पंखे को बंद किया जाता है और लोड के स्विच ऑन और ऑफ होने का काम लगातार चलता रहता है अस्थिरता का मतलब है एक ऐसी स्थिति जो सिंक्रोनस मशीन के समकालिकता के नुकसान को दर्शाती है या चरण से बाहर गिराती हैवास्तव में स्थिरता खुद में ही एक बहुत बड़ा विषय है लेकिन हम अपने आप को वहीं तक प्रतिबंधित करेंगे जहां तक यह पाठ्यक्रम आपके स्नातक स्तर पर संबंधित है इसलिए सामर्थ्य की स्थिति या शक्ति प्रणाली की स्थिरता आमतौर पर सिस्टम के समकालिक संचालन को बनाए रखने के लिए एक दृष्टिकोण है इसका मतलब आपको पावर सिस्टम की स्थिरता को बनाए रखना है इसलिए हम स्थिरता के इस पहलू पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि जिससे सिंक्रोनिज्म का नुकसान का मतलब सिस्टम को अस्थिर करना होगा इसलिए सिंक्रोनस मशीन कभी भी सिंक्रानिज़्मनहीं खोएगी और स्टेप आउट नहीं होगा और सिस्टम स्थिर रहेगा इसलिए जब हम पावर सिस्टम की स्थिरता को परिभाषित करते हैं तो वास्तव में तीन प्रकार की स्थिरता होती है एक स्टेडी स्टेट है एक गतिशील या छोटे सिग्नल स्थिरता और अंतिम एक क्षणिक स्थिरता है इसलिए निश्चित रूप से कई अन्य स्थिरता बिजली प्रणाली में हैं जो दायरे से परे हैं उदाहरण के लिए वोल्टेज स्थिरता तो स्टेडी स्टेट स्थिरता धीरे धीरे बढ़ते भार की एक तुल्यकालिक मशीन की प्रतिक्रिया से संबंधित है मेरा मतलब आप लोड को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो आप उस आंकड़ा को प्राप्त कर सकते हैं जिसके पहले मशीन सिंक्रोनीजम को खो देता है इसका मतलब है कि स्टेडी स्टेट स्थिरता एक तुल्यकालिक मशीन की प्रतिक्रिया से संबंधित होती है जो धीरे धीरे बढ़ते लोड से होती है जो मूल रूप से सिंक्रोनिज़्म खोने से पहले मशीन लोडिंग की ऊपरी सीमा के निर्धारण से संबंधित है बशर्ते लोडिंग को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो धीरे धीरे आपकी लोडिंग बढ़ रही है लेकिन इसके बाद यह अधिकतम सीमा तक बरकरार रहेगा इसके बाद यह गिर सकता है यानी यह सिंक्रनाइज़ेशन खो सकता है तो और डायनामिक या छोटे सिग्नल स्थिरता वास्तव में छोटी डिस्टरबेंस की प्रतिक्रिया शामिल होती है जो सिस्टम में दोलनों का उत्पादन करती है अर्थात इसमें छोटी सी डिस्टरबेंस की वजह से लगातार दोलन होता है तो सिस्टम को गतिशील रूप से स्थिर कहा जाता है यदि यह दोलन कुछ निश्चित आयाम से अधिक नहीं होता है और जल्दी से बाहर निकल जाता है लेकिन अगर दोलनों के आयाम में लगातार वृद्धि हो तो प्रणाली गतिशील रूप से अस्थिर है वास्तव में यह स्मॉल सिगनल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा विश्लेषण को निहित करता इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे तथा इसे खत्म करने के लिए जिसे आप दोलन कहते हैं यदि कोई छोटी सी डिस्टरबेंस है तो यांत्रिक टॉर्क में कुछ वृद्धि होगा और वहाँ निरंतर दोलन होगा और उन दोलनों को बाहर निकालने के लिएलेकिन इस स्थिति में आपके लिए यह ω है जो कि उस मामले में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली चीज़ है जो कि पावर स्टेबलाइज़र है इसलिए लीड लैग स्टेबलाइजर उन चीजों को हम स्मॉल सिगनल स्टेबिलिटी के लिए नहीं पढ़ेंगे लेकिन इस स्थिति में सिंक्रोनस मशीन के विस्तृत विवरण और विश्लेषण को पढ़ेंगे तथा दूसरा ट्रांजियंट स्टेबिलिटी है इसमें बड़ी डिस्टरबेंस की प्रतिक्रिया शामिल है जिसके कारण रोटर गति पावर एंगल और पावर ट्रांसफर में बड़े बदलाव हो सकते हैं लेकिन ट्रांजियंट स्टेबिलिटी एक तेज घटना है और आमतौर पर कुछ सेकंड के भीतर समाप्त हो जाती है लेकिन ट्रांजियंट स्टेबिलिटी काफी तीव्र होती है क्योंकि यह बड़े डिस्टरबेंस के कारण होती है मान लीजिए कि यहां पर थ्री फेज फॉल्ट या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुई हो तो उस स्थिति में रोटर गति पावर एंगल तथा पावर ट्रांसफर में काफी बड़ा बदलाव होगा उदाहरण के लिए डबल सर्किट लाइन के एक लाइन में फॉल्ट है इसलिए प्राकृतिक रूप से पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बदलेगी और बड़ा डिस्टरबेंस ट्रांजियंट का कारण बनेगा जिस घटना को आप ट्रांजियंट स्टेबिलिटी कहते हैं तो इस स्थिति में मूल रूप से कुछ सेकंड के भीतर आप पाएंगे कि फॉल्ट खत्म हो चुका है हो सकता है 4 या 6 साइकिल के भीतर फॉल्ट खत्म हो चुका है तो यह विभिन्न प्रकार के फॉल्ट है माफ कीजिएगा फॉल्ट नहीं स्टेबिलिटी तो यह तीन प्रकार के स्टेबिलिटी है स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी फिर स्मॉल सिगनल या डायनेमिक स्टेबिलिटी और फिर ट्रांजियंट स्टेबिलिटी लेकिन हमारा मकसद इस पाठ्यक्रम के लिए ट्रांजियंट स्टेबिलिटी और एक कल मशीन अनंत बस सिस्टम है इसलिए इनेर्सिया कांस्टेंट और स्विंग इक्वेशन स्विंग समीकरण जो कि सिंक्रोनस मशीन के रोटर की गतिशीलता का वर्णन करता है इनेर्सिया कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम सिंक्रोनस मशीन के ट्रांजियंट स्टेबिलिटी को पता करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो प्रति इकाई इनेर्सिया कांस्टेंट H बाद में हम देखेंगे कि इसका परिमाप MJ MVA है इसे सेकंड में मात्रक दी जा सकती मशीन के प्रति MVA पर घूर्णनित भाग में संचित सिंक्रोनस गति पर गतिज ऊर्जा के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है तो अब सिंक्रोनस स्पीड पर रोटर की गतिज ऊर्जा को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है K E 12 J s mech2 यह यांत्रिक गति है ठीक है जिसका वर्ग गुना 10 6 M Joule तो J जड़ता प्रवृत्ति है जो kg m2 में है और s2 यांत्रिकी गति है और J जड़ता प्रवृत्ति तथा ωs mech सिंक्रोनस गति mechanical radsecमें है और हम यह संबंधी जानते हैं कि θe P2 θm तो वहीं अवधारणा की s electP2 s mech यानी रोटर की गति electrical radsec में लेकिन यदि P 2 दो पोल मशीन के लिए तब s elect s mech जहां P मशीन में पोल की संख्या है अब समीकरण 1 और 2 से अगर आप s mech को s elect से प्रति स्थापित करेंगे तब यह गतिज ऊर्जा 12 J 2P2s elect10 6s elect इसका मतलब आप गतिज ऊर्जा को 12 M s electलिख सकते हैं इसका मतलब इस भाग को हम M से परिभाषित कर रहे हैं यह समीकरण 3 हैं जहां M J 2s elect10 6यह MJ secelect radian मैं जड़त्व प्रवृत्ति है यह समीकरण 4 हैं अब हम इनेर्सिया कांस्टेंट H को परिभाषित करेंगे इस प्रकार यह G H KE 12 M s elect है यह मेगा जूल के पद में हैं यदि जहां कहीं भी संभव है मैंने वहां मात्रक को लिख दिया है तो कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए जहां G थ्री फेज MVA रेटिंग है H इनेर्सिया कांस्टेंट MJ MVA या MW SecMVA में है वास्तव मेंअगर यह आपका MJMVA हो और आप जानते हैं जूल सेकंड वाट होता है इसका मतलब जूल वाट सेकंड अर्थात MJ MW secमतलब इसको MW secMVA लिख सकते हैं इसलिए MWMVA एक परिमापरहित राशि है इसका मतलब H को सेकंड में परिभाषित किया जा सकता है इसलिए अगर आप किसी पुस्तक को पढ़ेंगे तब आपको इनेर्सिया कांस्टेंट H सेकंड में प्राप्त होगा लेकिन वास्तव में यह MW secMVA है तो इस तरह MWMVA परिमापरहित है और यह सेकंड में दिया हुआ है इसलिए इनेर्सिया कांस्टेंट MJMVA में मैंने आपको बताया था यह MW secMVA है या यह सेकंड है अब अगला समीकरण 5 से तो आप M 2GHs elect 2GH2Πf लिख सकते हैं वास्तव में s2Πf है इसलिए s2Πf लिख रहा हूं MJ MW sec पर बाद में आएंगे तो M GHΠf2 से 2 खत्म हो जाएगा यह MJ secelect radian है अब अगर आप डिग्री में प्राप्त करना चाहे तो Π के बदले 180 रख सकते हैं इसलिए M J180f यानी MJ secelect degree यह रेडियन में है अगर यहां Π है यह इलेक्ट्रिकल डिग्री में है अगर यहां 180 है यह समीकरण 7 है M को भी इनेर्सिया कांस्टेंट कहा जाता है तो G को आधार मान कर इनेर्सिया कांस्टेंट pu में M pu HΠf इसका मतलब M GHΠfऔर अगर आप दोनों तरफ G से भाग दे यानी MG HΠfतो M pu HΠfइसलिए M को भी इनेर्सिया कांस्टेंट कहा जाता है और G को आधार मानकर मैंने आपको इनेर्सिया कांस्टेंट M pu जो कि HΠf है यानी sec2 elect radian क्योंकि MJ MW Secहै तो अगर आप इसे प्रति स्थापित करेंगे तो डायमेंशन के अनुसार यानी MJ Sec elect degree में अगर MJ MW Sec रखने पर यह MW sec2 हो जाएगा और वह MW sec2 elect degree हो जाएगा क्योंकि यह वास्तविक मात्रक है लेकिन अगर दोनों तरफ आप G से भाग देते हैं तब तो इस का मात्रक sec2elect radian आ रहा है तो यह sec2elect radian में या sec2 elect degree में प्राप्त किया जा सकता है मैंने यहां sec2 elect degree लिखा है क्योंकि MJ MW Sec है तो अगर आप इसे यहां रखेंगे तो MW sec2 elect degree हो जाएगा और दोनों तरफ G से भाग देने पर यह प्रति इकाई में बदल जाएगा और अंततः MWMVA एक परिमाप रहित राशि है इसलिए आप का मात्रक या तो sec2 elect degree या sec2elect radian होगा इसलिए M pu HΠfहै और इसका मात्रक sec2elect radian है तो इस तरीके से इस को परिभाषित किया जा सकता है इसलिए यहां पर कोई भी विशेष मात्रक नहीं है थोड़ा बहुत आप अभ्यास करेंगे तब आपको कोई समस्या नहीं होगी इस प्रकार अगर हम डिग्री में लिखे तब M pu H180f sec2 elect degree यह समीकरण 9 है अब हम धीरे धीरे स्विंग इक्वेशन पर आएंगे चित्र 1 में एक सिंक्रोनस जेनरेटर है जो विद्युत चुंबकीय टार्क Te उत्पन्न कर रहा है जिसके संगत विद्युत चुंबकीय शक्ति Pe है जो सिंक्रोनस गति पर काम कर रही है तो इसे बताने के पहले हम विंडेज घर्षण और आयरन क्षय को बहुत ही कम ना के बराबर मानेंगे इन सभी को नजरअंदाज किया जाएगा अब यदि प्राइम मूवर के द्वारा प्रदत इनपुट टार्क के जो कि जनरेटर के शाफ़्ट पर प्रदान कर रहा है यानी Ti यह इनपुट टार्क के है फिर स्टेडी स्टेट के स्थिति में Te Ti के बराबर है अब यदि आप इस समीकरण के दोनों तरफ सिंक्रोनस स्पीड s से गुना करेंगे इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं तथा यहां पर मैं घूर्णन के कारण होने वाले क्षय को नजरअंदाज कर रहा हूं इसलिए यदि आप दोनों तरफ s से गुणा करते हैं तो यह Te s Ti sहो जाएगा इसका मतलब यह समीकरण वास्तव में क्योंकि आप जानते हैं पावर बराबर टार्क गुना कोणीय गति इसलिए इसका मतलब Pi Ti s और यह Pe T s Pi - Pe 0यह 0 है जब यह स्टेडी स्टेट स्थिति में है यह समीकरण 12 है तो अगर यह स्टेडी स्टेट से प्रस्थान करें उदाहरण के लिए लोड में बदलाव या फॉल्ट का होना यह एक काफी सटीक स्थिति है तो इनपुट पावर Pi वास्तव में Pe के बराबर नहीं होगी यानी Pi ≠Pe मैंने यहां इनपुट पावर को Pi से सूचित किया है लेकिन कुछ पुस्तकों में इसे Pim से सूचित किया गया है इसलिए इनपुट पावर Pi ≠ इलेक्ट्रिक पावर Pe के इस प्रकार समीकरण 12 का बाया भाग 0 के बराबर नहीं है इसलिए Pi - Pe 0 के बराबर नहीं है इसलिए अब त्वरित टार्क आता है यदि Pa त्वरित पावर है तब Pi - Pe को Md2edt2Ddedt Pa लिखा जा सकता है यहां Paवास्तव में Pi - Pe के बराबर है त्वरण तथा अवत्वरण को हम बाद में देखेंगे इसलिए M जिसको समीकरण 8 में परिभाषित किया गया है D डैंपिंग कॉएफिशिएंट है e रोटर का इलेक्ट्रिकल एंगुलर पोजीशन है पहले हम इसे इस तरह लिखेंगे तथा बाद में हम D 0 मानेंगे एंगुलर पोजीशन को मापना इसके तुलना में अधिक सुविधाजनक है सिंक्रोनयसली रोटेटिंग फ्रेम के सापेक्ष रोटर के एंगुलर पोजीशन को मापना अधिक सुविधाजनक है इसलिए स्थायित्व के अध्ययन के लिए भी हम ऐसा करते हैं यानी सिंक्रोनयसली रोटेटिंग फ्रेम के सापेक्ष रोटर के एंगुलर पोजीशन को मापते हैं इसका मतलब हम δ को e st से परिभाषित करते हैं सिंक्रोनस गति से घूम रहे फ्रेम के सापेक्ष यानी st और अगर आप इस समीकरण 14 का डबल डेरीवेशन करेंगे तब आपको d2dt2 d2edt2 प्राप्त होगा या आप ऐसे भी लिख सकते हैं d2edt2 d2dt2 यह समीकरण 15 है और यहां δ सिंक्रोनस मशीन का पावर एंगल है कभी कभी इसे हम टार्क एंगल भी कहते हैं इसलिए डैंपिंग को नजरअंदाज करने पर यानी D 0 तथा समीकरण 15 को समीकरण 13 में प्रति स्थापित करने पर यहां D 0 और यह d2edt2 इसे आप d2dt2 से प्रति स्थापित कर रहे हैं अर्थात यह समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है M d2dt2 Pi -Pe तो समीकरण 16 और समीकरण 6 से समीकरण 6 मतलब M बराबर GHΠf इसे यहां रखने पर d2dt2 Pi -Pe यह MW है यहां हम M का मूल मात्रक ले रहे हैं ना की प्रति इकाई तो अगर आप G से भाग दे तब मशीन की MVA रेटिंग वास्तव में मशीन की MVA रेटिंग खुद के बेस पर तब आप लिख सकते हैं Mpu d2dt2 और अगर आप इसे G से भाग देंगे तो मशीन की बेस MW को पर यूनिट में बदल देगा इसलिए Mpu d2dt2 Pi -Pe यह समीकरण 18 है इसलिए M प्रति इकाई हमने देखा कि HΠf है इस प्रकार HΠf d2dt2 Pi -Pe जहां कहीं भी संभव हुआ है मैंने वहां MW लिखा है तो वास्तव में इस समीकरण को स्विंग इक्वेशन कहते हैं यह एक सिंक्रोनस मशीन के लिए रोटर गतिकी का वर्णन करता है यह स्विंग समीकरण है जो सिंक्रोनस मशीन के लिए रोटर गतिकी का वर्णन करता है तो इसके होने के बाद हम क्या करेंगे हम मल्टी मशीन सिस्टम में आते हैं मल्टी मशीन सिस्टम क्षणिक स्थिरता को हम इस कक्षा में अध्ययन नहीं करेंगे यह मूल रूप से पोस्ट ग्रेजुएट छात्र के लिए है और मल्टी मशीन सिस्टम क्षणिक स्थिरता के प्रश्न को हम कक्षा में हल नहीं कर सकते क्योंकि आपको इसे करने के लिए पुनरावृत्ति तकनीक का पालन करना होगा तो मैंने मल्टी मशीन सिस्टम क्यों लिखा है इसलिए क्योंकि मैं तुल्य इनेर्सिया कांस्टेंट Heq को पता करना चाहता हूं इसलिए मल्टी मशीन सिस्टम को लिया गया है लेकिन हम इसके क्षणिक स्थिरता का विश्लेषण नहीं करेंगे इसलिए मल्टी मशीन सिस्टम में एक कॉमन बेस अवश्य चुनना चाहिए इसलिए उदाहरण के लिए पहले हम G और H कर रहे थे लेकिन इसके बदले हम यहां Gmachine मशीन रेटिंग जो बेस मान है और Gsystem सिस्टम बेस है इसलिए समीकरण 20 को इस प्रकार लिखा जा सकता है इस समीकरण में H के बदले मैं Hmachine रख रहा हूं लेकिन H और Hmachine दोनों समान है इसलिए यह समीकरण 20 को मैं Hmachine 1Πf d2dt2 Pi -Pe लिख सकता हूं अब अगर आप दोनों तरफ Gmachine से यानी मशीन रेटिंग से गुना करें तो मैंने यहां लिखा है क्योंकि यह प्रति इकाई में है लेकिन अगर मैं Gmachine से गुना करूं तो यह Gmachine Hmachine d2dt2 Pi -PeGmachine हो जाएगा और इसे समय उसको MW में परिवर्तित किया जाता है इसलिए यह पूरी चीज में आप सिस्टम बेस से भाग देते हैं मान लीजिए कि आपने Gsystem अलग बेस पर लिया है इसलिए Gsystem के पूरे समीकरण में भागा करने पर यह GmachineGsystem Hmachine d2dt2 Hmachine हो जाता यहां मैंने एक चीज गलती से छोड़ दिया है वह πf का पद है इसलिए यह πf का पद यहां छूट रहा है लेकिन अब मैंने लिख दिया है इसलिए d2dt2 Hmachine Πf d2dt2 Pi -Pe GmachineGsystemयह समीकरण 21 है तो सभी चीजें समान है लेकिन यहां पर हमारे पास विभिन्न बेस है इसलिए HsystemΠf d2dt2 अर्थात Gmachine HmachineGsystem को लिखेंगे और हम इसे ऐसा लिख रहे हैं HsystemΠf d2dt2 Pi -Pe pu सिस्टम बेस पर इसका मतलब Pi -Pe और GmachineGsystem इसलिए हम इस प्रति इकाई में लिख रहे हैं यह प्रति इकाई सिस्टम बेस पर है क्योंकि GmachineGsystem है इसलिए Hsystem Gmachine HmachineGsystem यह सिस्टम बेस पर मशीन का इनेर्सिया कांस्टेंट है तो बहुल्य मशीन प्रणाली के लिए अगर आप मशीन का तुल्य इनेर्सिया प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी तथा बहुत सारे जनरेटर का समूह समानांतर में कार्य करता है तब यह एक साथ स्विंग होते हैं इसका मतलब य़े सुसंगत होते हैं यानी इनके गति का बढ़ना तथा घटना एक साथ होता है अर्थात य़े सुसंगत होते हैं